डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए अब तक हमने स्क्यूल और गणना के संदर्भ में औपचारिक आधार है इस मॉड्यूल में हम डेटाबेस सिस्टम की प्रक्रिया में आते हैं इसलिए डिजाइन के संदर्भ में अंतिम प्रतिनिधित्व के लिए प्रस्तुत करना होगा एक अमूर्त की प्रक्रिया डेटाबेस डिजाइन के साथ अलग अलग वर्गों के कोच की आवश्यकता होगी जो ट्रेन में है और इसी तरह इसलिए शुरुआती चरण में डिज़ाइन प्राप्त करने की दिशा में काम नहीं कर सकते इसलिए हमें एक डेटा मॉडल मेरी कार्यात्मक आवश्यकताओं को इंगित करेगा जिसे आमतौर पर कार्यात्मक आवश्यकताओं की आवश्यकताओं के विनिर्देश कहा जाता है यदि यह निर्दिष्ट करेगा कि किस प्रकार के उपयोगकर्ता शामिल होंगे तो किस प्रकार के संचालन लेनदेन किए जाएंगे और इसी तरह अब एक बार हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्तुअल मॉडल क्या है इसलिए यह कहने के लिए सिद्धांत हैं कि क्या अच्छा है और क्या इतना अच्छा नहीं है हमें यह पता लगाने के लिए व्यावसायिक निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम डेटाबेस में कौन से ऐट्रिब्यूट्स का भौतिक लेआउट क्या है तो भौतिक डिजाइन की सकल प्रक्रिया है अब इसमें कॉन्सेप्तुअल डिजाइन और इसी तरह से भिन्न हैं तो भेद के उद्देश्य के लिए प्रत्येक एन्टीटी के रूप में जाना जाता है फिर हम इसका उपयोग रिलेशनल स्कीमा के लिए आधार प्रदान करेगा इसलिए हमें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित किया गया है समग्र तार्किक है इसलिए एक एन्टीटी सेट के 3 प्रमुख घटक हैं इसमें ER आरेख भी है जैसा कि हम जल्द ही दिखाएंगे इसलिए जैसा कि पहले से ही परिभाषित है एन्टीटी के सेट द्वारा दर्शाया जाता है जो इसका वर्णन करते हैं इसलिए जब हम उदाहरण के लिए शिक्षाप्रद कहते हैं अगर हम यहां कहते हैं कि ये मेरी ऐट्रिब्यूट्स हैं जो मौजूद हैं जिन्हें परिभाषित किया जा सकता है इसलिए एन्टीटी सेट की इस अवधारणा से परिचित कर चुके हैं वही अवधारणा जारी है तोये एंटिटी सेट्स के साथ

एक रिलेशनशिप है जो इन दोनों से संबंधित है इसलिए मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि अगर मैं कहता हूं कि एडवाइजर से लिया गया है तो आप देख सकते हैं कि इसमें घटक e1 e2 en n एंटिटी सेट्स संबंध देखा है e1€E1 e2€E2 e3€E3 तो यहाँ हम जो दिखाते हैं वह इन लाइन्स द्वारा सलाह दी जाती है

इसलिए इंस्ट्रक्टर् देता है जो कौन किसको सलाह देता है एक रिलेशनशिप सलाह देने वाली क्रिक की यह प्रक्रिया कब शुरू हुई कुछ अन्य विशेषता भी हो सकते हैं इसलिए मैं उन सभी चीजों को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूं जो रिलेशनशिपस सौंपी जा सकती हैं अब एक रिलेशनशिप से अधिक और उच्चतर हैं इसलिए यहाँ उदाहरण हैं कि स्टूडेंट है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे रिलेशनशिप E2 है तो उनमें अलग अलग एन्टीटीस के उपाय बहुत जरूरी हैं ट्रैक करने के लिए और हम कहते हैं कि क्या है 1 to 1 1 to many many to 1 या many to many तो यहाँ उदाहरण या योजनाबद्ध इसलिए आरेख में आप देखते हैं कि एंटिटी सेट से संबंधित है और यदि यह धारण करता है तो हम कहते हैं कि यह संबंध 1 to 1 है जबकि आरेख B में आप देखते हैं कि a1 संबंधित है b1 से साथ ही b2 से और a2 b3 से संबंधित है b4 से भी है तो A में 1 एंटिटी से संबंधित है तो हम A से B तक कहते हैं 1 to many है अब स्वाभाविक रूप से चूंकि मैं किसी भी क्रम में संबंधों को रख सकता हूं क्योंकि हमारे पास 1 to many हैं यदि आप दूसरी दिशा में देखते हैं तो यह many to 1 हो जाता है तो A से B many to 1 है जहां सेट से संबंधित हो सकती हैं हम कहते हैं कि यह many to many संबंध है इसलिए हमारे पास 1 to many 1 to 1many to 1 many to many हैं और यह अक्सर डिजाइन में मदद करता है कि हम किस प्रकार के संबंधों को चिह्नित करने में सक्षम हैं ऐट्रिब्यूट्स में कई भाग शामिल हो सकते हैं तो इस पर विचार करें यह एक कम्पोजिट एट्रिब्यूट माना जाता है

इसलिए हमें यह भी निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या डिज़ाइन होगा डिजाइन में है इसलिए कई मामलों में एक सवाल है कि क्या हम किसी रिलेशन करती है अंत में वीक एंटिटी सेट्स पर अब इस सेक्शन के एक हिस्से के रूप में सही है तो आप कहेंगे कि course id की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह पहले से ही है और यह इसे पहचानता है तो हम इस course id को यहाँ से हटा सकते हैं अगर हम course id को हटा दें तो हमें एक अलग समस्या है यदि आप course id निकालते हैं तो आपके पास sec id सेमेस्टर के लिए आप उन्हें कैसे भेद करते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां सेक्शन के अस्तित्व को निर्दिष्ट करती हैं तो वीक एंटिटी सेट्स के रूप में जाना जाता है तो हमारे बीच एक वीक एंटिटी सेट्स है इसलिए वीक एंटिटी सेट्स को विशिष्ट रूप से पहचानना आवश्यक है इसलिए यह धारणा डिजाइन महत्वपूर्ण धारणाएं हैं जिनके बारे में आपको आश्वस्त होने की आवश्यकता के बारे में पता होना चाहिए इसलिए सारांश में हमने डेटाबेस सिस्टम के बीच तो यह कॉन्सेप्तुअल डिजाइन के संदर्भ में इसे व्यक्त करने की आवश्यकता है

इसलिए इस मॉड्यूल में हमने पहले भाग में एक रिलेशनशिप मॉडल को देखा है जो वास्तविक दुनिया में मौजूद हैं